अब मैं प्रयोग प्रदर्शित करूँगा रेडबर्ग नियतांक निर्धारण करने के लिए यह हमारा प्रयोगात्मक सेटअप है बहुत ही सरल सेटअप है यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको स्रोत की आवश्यकता है मुझे लगता है कि यह स्रोत है यह हाइड्रोजन स्रोत हो सकता है या हीलियम स्रोत हो सकता है यह प्रयोग हाइड्रोजन के लिए है हाइड्रोजन के लिए रेडबर्ग नियतांक ज्ञात किया गया था लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास जो हाइड्रोजन स्रोत है वह बहुत कमजोर है आपको स्पेक्ट्रा दिखाना मुश्किल होगा यही कारण है कि हमने यहां यह हीलियम स्रोत लिया है लेकिन प्रयोग की प्रक्रिया समान है इस स्रोत के लिए भी हमें वैसा ही स्पेक्ट्रा मिलेगा लेकिन उनकी तरंग दैर्ध्य हाइड्रोजन से अलग हैं लेकिन हमारा उद्देश्य आपको मापदंडों को मापने के तरीके का प्रदर्शन करना है और मैं आपको स्पेक्ट्रा दिखाना चाहता हूं यही कारण है कि हमने चमकदार स्रोत ले लिया है यह हीलियम स्रोत है लेकिन आपको सिर्फ हाइड्रोजन स्रोत की जगह हीलियम स्रोत से प्रयोग को दोहराना है आपको यदि इसे हाइड्रोजन स्रोत मान लें तो भी कोई समस्या नहीं है अब यह एक डिस्चार्ज ट्यूब है आपको बहुत उच्च वोल्टेज लगाना होगा यह उच्च वोल्टेज स्रोत है मुझे इसे नहीं छूना चाहिए यह उच्च वोल्टेज पावर सप्लाइ किलो वोल्ट में लगा सकते हैं यहां हमारे पास 45 किलो वोल्ट तक के विकल्प है लेकिन वर्तमान में हम 4 किलो वोल्ट लगाते हैं आप डिस्चार्ज ट्यूब को ये पावर देते है और चूंकि यह बहुत उच्च वोल्टेज किलो वोल्ट है हम इस विद्युत इन्सुलेटर को देख सकते हैं यह बहुत सशक्त इन्सुलेटर का उपयोग किया जाता है यह हमारे प्रयोग के लिए प्रकाश स्रोत है यह स्रोत है यह हाइड्रोजन स्रोत है यद्यपि यह हीलियम है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे हाइड्रोजन स्रोत मान लीजिए अब यहाँ हमारे पास एक ग्रेटिंग है ग्रेटिंग मैंने आपको दिखाया है मैं आपको फिर दिखा सकता हूं कि आपने किस प्रकार की ग्रेटिंग का उपयोग किया है यह वही ग्रेटिंग है हमने इस स्टैंड पर रखा है अभी मैं इसको हिलाऊँगा नहीं क्योंकि हमारे मोबाइल कैमरे में हमने इस स्पेक्ट्रम को फोकस कर रखा है तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा और फिर मैं इसे हटा कर आपको दिखा सकता हूँ मैं इसे वापस लाने की कोशिश करूंगा लेकिन बहुत कम समय के भीतर कभी कभी ये मुश्किल हो सकता है तो इस प्रकार की ग्रेटिंग यहाँ हमने इस्तेमाल की है इस ग्रेटिंग में 600 रेखाएं प्रति मिलीमीटर है 600 प्रति मिलीमीटर वहां से आप d की गणना कर सकते हैं और उस d को आपको नोट करना चाहिए यह ग्रेटिंग यहाँ है और यहाँ आप इस स्केल को देखते हैं यह स्क्रीन की स्थिति है इस स्क्रीन पर हम उस छवि को देखेंगे हम देखेंगे कि विवर्तन पैटर्न कुछ और नहीं लेकिन स्रोत की का प्रतिबिंब है स्रोत का प्रतिबिम्ब हम कैसे देखते हैं प्रतिबिंब हमें परावर्तन अपवर्तन या विवर्तन के जरिये प्राप्त होता है प्रतिबिंब हम इस स्केल पर इस स्क्रीन में देखेंगे और अब पहले क्रम की इन वर्णक्रमीय रेखाएँ जैसा कि मैंने आपको बताया था हम यहाँ देख पाएंगे यह मध्य है बाईं ओर और ये दाई ओर आप चार रंगों का प्रथम ऑर्डर स्पेक्ट्रा देखेंगे इस केस में आप चार रंग देखेंगे और बाईं ओर भी आप चार वर्णक्रमीय लाइनें देखेंगे उस वर्णक्रमीय रेखाएँ को मैं ग्रेटिंग के माध्यम से देख पा रहा हूँ लेकिन मैं आपको इस मोबाइल कैमरे का उपयोग किए बिना नहीं दिखा सकता हमने यह मोबाइल कैमरा का उपयोग किया है मोबाइल कैमरे में आप देख सकते हैं कि यह मध्य वाला यह सीधे इस स्रोत को देख रहे हैं फिर आप इस चार वर्णक्रमीय रेखाओं को देख रहे हैं यह मुझे लगता है कि यह बैंगनी या हल्का बैंगनी रंग है फिर हरा रंग फिर पीला रंग और दूसरी तरफ आप इस बैंगनी या नीले रंग जैसा देख सकते हैं और फिर हरा और फिर पीला रंग और फिर यह लाल यह काफी हल्का लाल रंग का है यह सममित विवर्तन पैटर्न का हमने पहला क्रम देखा है ये जो भी हम ग्रेटिंग से प्राप्त कर रहे हैं वह हम मोबाइल कैमरे में दिखा रहे हैं और इसलिए मैं इस प्रकार का मोबाइल कैमरा निकाल देता हूँ तो हम स्पेक्ट्रम अभी देख रहे हैं अब मैं क्या करूँगा अब मुझे दूरी मापनी है मुझे इस केंद्र के एक ओर इस बैगनी स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की दूरी को मापना है इस तरफ के एक वर्णक्रमीय लाइनों और इसी रंग के बाईं ओर वर्णक्रमीय लाइनों के पाठ्यांक क्या है फिर इसी तरह मुझे दूसरे रंग के लिए माप लेना है मुझे प्रत्येक रंग के लिए लेफ्ट साइड रीडिंग और राइट हैंड साइड रीडिंग नोट करनी है और वहां से हमें छोटा l और कैपिटल D मिलेगा ग्रैटिंग और उस स्केल के बीच की दूरी जहां हम उस इमेज की दूरी को सेंटर से माप रहे हैं अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मापना है यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं मैं इसे अब इस कैमरे से हटा दूंगा चूंकि मैं इस ग्रेटिंग के माध्यम से देख रहा हूं जिसे तो अभी आप कैमरे में नहीं देख पाएंगे मैं इसे हटा दूंगा मैं बस इसे हटा दूँगा यहाँ आप देख रहे हैं कि यह एक स्केल है और उस स्केल पर यह दो धार दार संकेतक हैं जब मैं देखूंगा इनकी मदद से उसी वर्णक्रमीय विवर्तन पैटर्न को देखूंगा स्पष्ट रूप से मैं वही देख सकता हूं मैं क्या करूंगा मैं इस सूचक की सहायता से वर्णक्रमीय रेखा को मेल करा कर पाठ्यांक लूँगा क्योंकि मैं अपने हाथ का उपयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि उच्च वोल्टेज पावर सप्लाइ है यहाँ है 4 किलो वोल्ट की हाइ पावर सप्लाइ है मुझे उस हाई वोल्टेज के पास नहीं जाना चाहिए इसलिए मैं इस स्केल को इन्सुलेट कर रहा हूं अब मैं केवल इस धार सूचक को वायलेट के साथ मिलाने का प्रयास करूंगा हां ये मैच हो गया है दूसरी तरफ भी मैं वायलेट से मेल कराने की कोशिश करूंगा हां अब मैं पढ़ सकता हूँ कि यह 306 है और दूसरी तरफ यह है कि मैं देख सकता हूँ कि यह 70 है दूसरी तरफ यह 70 है 30 नहीं मुझे लगता है कि यह 600 10 20 30 36 636 इस तरफ का पाठ है और इस तरफ यह मिलीमीटर में है इस तरफ के पाठ्यांक है यह 200 फिर 300 है तो 60 का मतलब है यह 40 होगा यह 340 होगा लेफ्ट साइड रीडिंग और राइट साइड रीडिंग अब मुझे मिल गया है मैं इन दोनों का अंतर लूंगा 636 माइनस 360 300 नहीं 360 यह 40 है क्योंकि 50 60 दूसरी तरफ मुझे यहाँ ध्यान से इसे तालिका में सारे पाठ लेना है मेरे पास तालिका है मैं सावधानी से नोट करता हूँ यह नीला रंग है मैं अब इसके लिए पाठ्यांक लूँगा मेरे पास बायीं ओर से क्या पाठ है ये लेफ्ट साइड है जो कि 340 मिलीमीटर है और राइट साइड में मुझे 636 मिलीमीटर पाठ मिला l आपको इन दो का अंतर मिलेगा जिसे फिर 2 से विभाजित कर l प्राप्त होगा कोई भी गणना कर सकता है यह आम तौर पर हमें 2 3 4 बार लेना चाहिए त्रुटि को कम करने के लिए मैं अभी उसको दोहराने नहीं जा रहा हूं आप 2 3 बार प्रेक्षण 4 बार प्रेक्षण लेंगें और उसका औसत लेगें फिर यहाँ भी उसी तरह का औसत लेंगें और l प्राप्त कर लेंगें फिर वहाँ से आप 1लैम्ब्डा ज्ञात कर सकते हैं अर्थात आप तरंग दैर्ध्य को माप रहे हैं इस तरह आप वर्णक्रमीय लाइनों की तरंग दैर्ध्य को मापने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं इसी तरह अगर मैं हरे रंग के लिए या पीले रंग के लिए कोशिश करता हूं तो वास्तव में यह रंग मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा था लेकिन वर्तमान में हम हीलियम के लिए अध्ययन कर रहे हैं इसलिए यह मेल नहीं खा रहा है वैसे भी आपको इसे रंग की जांच करनी चाहिए और उसके संगत आपको पाठ लिखना है उसे लिखना चाहिए अगले हम हरे रंग के लिए बस एक बार और कोशिश मैं करता हूँ यदि मुझे हरे रंग की स्थिति चाहिए तो मुझे इसे स्थानांतरित करना होगा मुझे इसे लाल हरे रंग के लिए स्थानांतरित करना होगा हाँ यह वहाँ है और दूसरी तरफ हरे रंग के लिए मुझे ये करनी है जब हम इस ग्रेटिंग के जरिये देखते हैं हम इस संकेतक को वर्णक्रमीय रेखाओं से मेल कराते हैं फिर आप इनका पाठ ले सकते हैं अब पाठ है 650 और अब है 320 के आस पास मुझे ये 21 321 लग रहा है इस पाठ को आप नोट कर लें हरे रंग के लिए आप 320 नोट करें इस ओर 320 और दूसरी तरफ 650 उसी तरह से आप l की गणना करते हैं l की गणना करते हैं फिर इसके संगत 1लैंबड़ा और फिर इसके लिए आप RH राइड्बर्ग नियतांक ज्ञात कर लेते हैं इसी तरह से आप अन्य दो रंगों के लिए भी प्रेक्षण जारी रखेंगे इस प्रयोग की खूबसूरती यह है कि स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग कर हम यह प्रयोग कर सकते हैं और आमतौर पर लोग ऐसा करते हैं लेकिन बिना स्पेक्ट्रोमीटर के भी फिर स्पेक्ट्रोमीटर क्या कर रहा है स्पेक्ट्रोमीटर से हम कोण को मापने के लिए उपयोग कर रहे हैं यह उसी कोण को मापने के लिए एक वैकल्पिक तरीका है लेकिन मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रोमीटर का इस तकनीक से बेहतर रिज़ॉल्यूशन है रेसोल्यूशन का अनुमान लगाने के लिए देखिए स्पेक्ट्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है देखें आम तौर पर यह हमारे मामले में 20 है यह बहुत अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर है यह 20 सेकंड का है 20 सेकंड स्पेक्ट्रोमीटर का अल्पतमांक है अगर मैं इसे रूपांतरित करता हूं अगर मैं इसे रेडियन में बदल दूं तो मुझे क्या करना है

यह 20 को मैं इसे मिनट में बदल दूंगा 20 बटे 60 और फिर मैं फिर से डिग्री में बदलूंगा यह एक डिग्री है आप जानते हैं कि पाई के बराबर 180 डिग्री है पाई का मान 314 है और 180 से विभाजित किया गया है फिर आपको रेडियन में मान मिलेगा हमने देखा है कि यह मान मुझे लगता है कि यह लगभग 00001 रेडियन के आसपास आता है यह 1 रेडियन है यह 10 की घात 4 स्पेक्ट्रोमीटर का अलपतमांक है लेकिन इसका स्केल का अलपतमांक क्या है यह इस मामले में है लम्बाई का अलपतमांक 1 मिलीमीटर है आप सोच सकते हैं कि लगभग यह हमारा कोण थीटा है यह D है यह l ठीक है यह l स्क्वायर और d वर्ग का वर्गमूल है मैं Sin थीटा को l बटे ये राशि लिख सकता हूँ लेकिन थीटा के छोटे मानों के लिए tan थीटा बराबर थीटा है इस मामले में निश्चित रूप से थीटा का मान काफी कम है तो मैं tan थीटा को थीटा के बराबर अर्थात lD लिख सकता हूँ अच्छा हमारा लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है फिर इसको विभाजित करें इस मान से ये करीब करीब आधे मीटर से थोड़ा अधिक है इसका मतलब है 500 मिलीमीटर 50 सेंटीमीटर 500 मिलीमीटर इस तरह से कोणीय विभेदन आपको मिल जाएगा 1 बटे 500 यह भी मिलीमीटर यह भी मिलीमीटर यह आपको राशि रेडियन में देगा छोटे थीटा के लिए tan थीटा मैं थीटा के रूप में लिख सकता हूं थीटा के बराबर यहाँ आपको 000 मिल रहे हैं मुझे लगता है कि आपको 2 2 रेडियन मिलेगा यहाँ यह 2 x 10 3 रेडियन में है इस मामले में कोण का अलपतमांक 2 x 10 3 रेडियन होगी जबकि स्पेक्ट्रोमीटर के लिए यह बेहतर है यदि आप स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं तो आपको इस तकनीक से बेहतर शुद्धता मिलेगी लेकिन यह तकनीक कोण मापने का बहुत सरल और वैकल्पिक तकनीक है और यहाँ से आप वो सबकुछ गणना कर सकते हैं जो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके संभव है मुझे लगता है कि इस तरह से हम मापते हैं हम अपनी प्रयोगशाला में रेडबर्ग नियतांक मापते हैं यह बहुत ही सरल प्रयोग है यही कारण है कि मैं भी इस प्रयोग के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का भी उपयोग कर सकता हूं लेकिन मेरे इस प्रयोग की सहजता के लिए मैंने ये सेटअप चुना है और साथ ही कई बार हम स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते है यहाँ मैं आपको एक और नई विधि बताने चाहता था इस प्रयोग को करने के लिए है तो मुझे लगता है अब हम यहाँ इसे समाप्त कर सकते हैं ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद